अंतिम कक्षा में हमने देखा था कि इंजीनियरिंग फ्रैक्चर यांत्रिकी पाठ्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से अवधारणाओं की समीक्षा की गई जिस विचार पर जोर दिया गया था जो भी अवधारणा आपने सीखी थी वह बहुत उपयोगी है लेकिन आपके द्वारा प्राप्त ज्ञान सीमित है और जब आप सामग्री का वर्णन करना चाहते हैं तो सबसे सरल परीक्षण में से एक था टेंशन परीक्षण टेंशन टेस्ट पर ध्यान दे आपके पास एक इलास्टिक क्षेत्र है इसके बाद ही एक बड़ा प्लास्टिक क्षेत्र है केवल तभी सामग्री विफल होती है लेकिन जब लोगों ने उनके डिजाइन में चलित पुर्ज़े रखे तो लोकोमोटिव विफल होने लगे लोगों को लगा कि एक साधारण टेंशन टेस्ट पूरी तरह से सामग्री का वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं है कुछ और करने की जरूरत है तो इसने एक नए परीक्षण को बनाने के लिए प्रेरित किया जिसे फटिग टेस्ट के रूप में जाना जाता है और हमने यह भी देखा था की हमारा ध्यान यह पता लगाने का था कि नमूने पर बार बार भार लागू करने और परीक्षण केवल चक्रों की संख्या को मापने के लिए सीमित था जब परीक्षण नमूना अंततः विफल हो जाता है तो आप बीच में कोई अन्य जानकारी संग्रह नहीं करते हैं तो यह एक साधारण टेंशन टेस्ट मे एक सुधार है आपने सर्विस कन्डिशन में आपके पास पुनरावृत्त भारण है तो आप पुनरावृत्त भारण का अनुकरण करने में सक्षम हैं और नमूना टूटने तक यह परीक्षण करते हैं और आप बड़ा आंकड़ा एकत्र करते हैं और यह आंकड़ा आपके द्वारा संसाधित करने के लिए एक अच्छे रूप में प्रस्तुत किया जाता है आपके पास लागू स्ट्रेस का लॉग लॉग आलेख और विफलता के लिए चक्रों की संख्या है वास्तव में यहां पहुंचने पर जिस तरह से x अक्ष को प्लॉट किया जाना चाहिए और Y अक्ष को आलेखित किया जाना चाहिए यह सरल नहीं है और जो आप यहां देख रहे है वह आपके पास बिखरे हुए आकड़े है यह अच्छी तरह से किए गए एक प्रयोग का संकेत है एक प्रयोग में आम तौर पर आपके पास बिखरा हुआ आंकड़ा होगा और आप इस ग्राफ का एक स्केच बनाने के लिए अपना समय लगाएगे जो भी आंकड़ा आपको मिला है उसे आप कुछ उपयोगी जानकारी के अर्थ मे बदलएगे यदि आप स्ट्रेस के साथ साथ स्ट्रेन की अवधारणा की उत्पत्ति को देखते हैं तो यह एक लोड इलॉंगेशन कर्व के प्रदर्शन से शुरु होता है तब लोड इलॉंगेशन कर्व बनाने की बजाए यदि आप इसे स्ट्रेस बनाम स्ट्रेन के रूप में दर्शाते हैं तो आपके पास दी गई सामग्री के लिए सिर्फ एक ग्राफ होगा इसलिए यदि आप इंजीनियरिंग में किसी भी विकास को देखते हैं तो आंकड़ा एकत्र करना इसका एक पहलू है आंकड़ो की प्रेषण और आंकड़ो से एक अर्थ खोजने की कोशिश करना समान रूप से चुनौतीपूर्ण है इसलिए एक फटिग टेस्ट के मामले में उन्होंने लॉग लॉग ग्राफ प्रदर्शित करने का फैसला लिया x अक्ष पर लाइफ चक्रों की संख्या में और Y अक्ष पर जो भी अल्टर्नेटिग स्ट्रेस और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के भाग का आयाम है और आप यहां पाते हैं कि आप इस तरह से एक रेखा खींचने की स्थिति में हैं यह एक अल्टर्नेटिग स्ट्रेस S के लिए कम से कम अपेक्षित लाइफ N देता है और आपके पास डिज़ाइन के दृष्टिकोण से एक सुविधाजनक मापदण्ड है जिसे एंड्यूरेंस लिमिट कहा जाता है तो आप पाते हैं यदि आप नमूने पर भार देते हैं केवल एंड्यूरेंस लिमिट तक यह प्रभाव देता है जो आपके पास बिना किसी समस्या के अनंत जीवन होगा यह डिजाइन के दृष्टिकोण से बहुत सुविधाजनक मापदण्ड है आधुनिक शोध बताता है कि किसी भी सामग्री के लिए एंड्यूरेंस लिमिट जैसा कुछ भी नहीं है पर्याप्त संख्या में चक्रों के बाद हर सामग्री विफल हो जाती है जब आपको यह एंड्यूरेंस लिमिट मिल गई है तो आपको एक और पहलू पर ध्यान देना होगा जिसके लिए आपको फटिग टेस्ट करना होगा यहाँ पर एक अनुभवजन्य संबंध का पता लगाने के प्रयास भी हैं जिसमें टेंशन टेस्ट का परिणाम शामिल है और जो आप यहां पाते हैं कि वह इस स्टील रॉड के लिए एंड्यूरेंस लिमिट अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के 05 गुना दी गई है तो आपने यहां क्या पाया हैं अनंत जीवन के साथ संरचनाओं को डिजाइन करने के लिए S N वक्र का विकास प्रचलन में आया और यह एक सुधार है टेंशन टेस्ट से आप वास्तविक दशा में क्या होता है इसका अनुकरण कर पाते है यदि पूरी तरह से नहीं तो आप कम से कम संरचना पर वैकल्पिक भार का बहुत करीब से अनुकरण देख पाएगे क्योंकि जब आप एक फटिग टेस्ट करते हैं तो आप साइनसॉइडल भार के लिए जाते हैं यदि आप वास्तव में वास्तविक सर्विस कन्डिशन को देखते हैं तो आपके पास वेरिएबल एम्पलीटुड भार होगा जो फॊरियर श्रृंखला का उपयोग कर सकता है आप साइनसॉइडल भार की एक श्रृंखला के रूप में इसे परिवर्तित करने में सक्षम होंगे और फटिग अपने आप में एक बड़ा विषय है चक्रों की संख्या को कैसे गिनें इसके कई तरीके है आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है उसी तरह और आगे भी लेकिन यहां महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आप अल्टर्नेटिग लोड के पहलू को अपनी डिजाइन पद्धति में शामिल कर इसे और कैसे सुधार सकते है निश्चित रूप से इस दृष्टिकोण ने कुछ हद तक क्रैक ग्रोथ को विफलता का कारण माना है हमने पहले ही देखा है कि परीक्षण कैसे किया गया था परीक्षण केवल चक्रों की संख्या संग्रह करने के लिए किया गया था इसलिए क्रैक की वृद्धि की निगरानी करने या शेष जीवन का अनुमान लगाने का कोई प्रावधान नहीं था तो यह हम फ्रैक्चर यांत्रिकी के दृष्टिकोण से समझेंगे अब हम जानते हैं कि क्रैक बहुत महत्वपूर्ण हैवह बढ़ती है इसकी वृद्धि को ठीक से समझना होगा फिर आप कहते हैं कि आपको क्रैक की वृद्धि से संबंधित आंकड़ो का भी पता लगाना होगा लेकिन टेंशन टेस्ट को देखते हुए निश्चित रूप से फटिग एक सुधार था तो जाहिर है डैमेज टॉलरेंस अप्रोच प्रभावी होने के लिए किसी को अधिक व्यापक परीक्षणों को तैयार करने की आवश्यकता है जो क्रैक ग्रोथ बिहेवियर के बारे में जानकारी देते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण है जिसके बिना आप डैमेज टॉलरेंस अप्रोच नहीं कर पाएंगे इसलिए अनुमान लगाएं कि अगर हमें फ्रैक्चर यांत्रिकी का अभ्यास करना है तो हमें एक नया परीक्षण करना होगा रिव्यू ऑन कन्वेंशनल डिजाइन मेथोडॉलजी और इससे पहले कि हम इसमें आगे जाएं हम पारंपरिक डिजाइन में जो कर रहे हैं उसे देखें पारंपरिक डिजाइन दृष्टिकोण इस आधार पर किया जाता है कि सामग्री किसी भी सामग्री दोष या दोषों के बिना एक इलास्टिक कंटीनम है ऐसे आप आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि भले ही आप यांत्रिकी पढ़ते हैं आप रिजिड बॉडी मैकेनिक्स से शुरू करते हैं फिर आप विकृत ठोस पदार्थों से स्नातक होते हैं जब आप डिफ़ॉर्मेबल सॉलिड्स पर जाते हैं तो आप क्या करते हैं आप सीधे नॉन लीनियर व्यवहार नहीं लेते हैं आप विरूपण को आदर्श रूप में प्रस्तुत करते हैं और जो रैखिक भी है यह आपके जीवन को और अधिक सरल बनाता है इसी तरह से जब आप सामग्री के व्यवहार को मॉडलिंग करना शुरू कर देते है तो पूर्ण रूप से सुविधा के लिए आप मानते हैं कि यह एक इलास्टिक कंटीनम है और आपके पास कौन से डिज़ाइन दृष्टिकोण हैं आपके पास एक दृष्टिकोण है स्ट्रेंथ के आधार पर डिजाइन एक और दृष्टिकोण है स्टिफनेस के आधार पर डिजाइन तो स्ट्रेंथ के आधार पर डिजाइन में आप क्या करते हैं आप क्रॉस सेक्शन का निर्धारण करेंगे और ऐसी सामग्री का चयन करेंगे जो संरचना के किसी भी बिंदु पर स्ट्रेस सामग्री के यील्ड स्ट्रेस को नहीं छूता है क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं पारंपरिक डिजाइन दृष्टिकोण के मामले में यिल्डिंग को विफलता माना जाता था और मैंने यह भी उल्लेख किया है अधिकांश यांत्रिक और एयरोस्पेस के भाग इलास्टिक लिमिट से नीचे अच्छी तरह से काम करते हैं तो यह एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु है तो आप अपने स्ट्रेस को सीमित करते हैं जैसे कि ये यील्ड स्ट्रेस से काफी नीचे हैं और पारंपरिक डिजाइन दृष्टिकोण के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है आप यील्ड स्ट्रेंथ के साथ शुरुआत नहीं करते हैं आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी नामक एक कारक का उपयोग करते हैं क्योंकि सर्विस भार की गणना करने में गलतियाँ हो सकती हैं अधिक भार हो सकता है सामग्री दोष हो सकते हैं तो इन सभी पहलुओं पर ध्यान रखने के लिए आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी की अवधारणा का उपयोग करते है और आपने कई डिज़ाइनों में देखा है यह 2 से 10 तक होता है इसलिए इसका उपयोग हमेशा अधिकतम स्ट्रेस को तय करने के लिए किया जाता है ताकि सर्विस लोड्स पदार्थो के भौतिक गुणों के साथ साथ उत्पादन विधियों की अनुचित मॉडलिंग का ध्यान रखा जा सके और यदि आप पीछे देखते हैं तो आप जानते हैं यदि आपके पास यह केवल रोपवे कार है आपके पास बहुत कठिन सर्विस की स्थिति है और सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और यह हवा के झोंकों के संपर्क में भी है और आपके पास 10 के ऑर्डर की फैक्टर ऑफ सेफ्टी है दूसरी ओर यदि आप हमारी एंबेसडर कारों में आते हैं तो यह 4 की फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ काम करता था दूसरी ओर यदि आप मारुति को देखते हैं तो यह बहुत पतली शीट धातु का है और यहाँ ईंधन की खपत मे कमी की मांग है इसलिए वे अचल वजन को नीचे लाना चाहते हैं इसलिए वे फैक्टर ऑफ सेफ्टी को नीचे ला सके जब आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी को नीचे लाते हैं तो आपका विश्लेषण अधिक से अधिक सटीक होना चाहिए तो आपको विश्लेषण के लिए लागत और इससे मिलने वाले लाभ के बीच समन्वय मिलेगा स्वभाविक है एयरोस्पेस स्ट्रक्चरस का यदि आप विश्लेषण करते हैं तो लाभ अधिक मिलेगा दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए आप एक सरल डिज़ाइन पद्धति चाहते हैं जो फाइनल क्रॉस सेक्शन पर उचित मूल्य देगा तो विस्तृत विश्लेषण और एक सरलीकृत प्रक्रिया के बीच एक समन्वय है तो डिजाइन दृष्टिकोणों में से एक स्ट्रेंथ के आधार पर आप डिजाइन करते हैं और आप निश्चित रूप से क्रॉस सेक्शन का निर्धारण करते हैं यदि आप क्रॉस सेक्शन पाते हैं तो आप कुछ प्रतिबंधों के कारण उसे संशोधित नहीं कर पाते आप उच्च स्ट्रेस का सामना करने के लिए बेहतर सामग्री चुन सकते हैं अन्य डिज़ाइन दृष्टिकोण में आपके पास है स्टिफनेस के आधार पर डिजाइन आप जानते हैं कई यांत्रिक और एयरोस्पेस घटक घटको के संतोषजनक प्रदर्शन विक्षेपण या विरूपण पर निर्भर करते है जो भी इसमें आता है तो आप विक्षेपण पर मानो को सीमित करते हैं ताकि आपको पता चले कि इसका ज्यामिति क्या है या क्रॉस सेक्शन क्या है जो आपको दिए गए डिज़ाइन दृष्टिकोण के लिए करना है और अगर आप शाफ्ट का डिजाइन देखते हैं तो लोग माइल्ड स्टील के लिए जाते हैं और वहां यह वास्तव में विक्षेपण के द्वारा निर्धारित होता है यदि आप स्ट्रेंथ की गणना कि तरफ जाते है तो आपके पास एक शाफ्ट बहुत छोटे आयाम का है लेकिन विक्षेपण के दृष्टिकोण से यह एक बड़ा विक्षेपण झेल सकता है तो विक्षेपण क्रॉस सेक्शन के आकार को सीमित कर देता है तो आप क्रॉस सेक्शन के बड़े आकार के लिए जाते हैं शाफ्ट में डिजाइन विक्षेपण द्वारा निर्धारित किया जाता है और आप यह भी पाते हैं कि आप शाफ्ट के लिए एक कम स्ट्रेंथ की सामग्री का उपयोग करते हैं दूसरी ओर आपके पास स्प्रिंग्स है स्प्रिंग्स बहुत उच्च स्ट्रेंथ वाले मटेरियल से बनी होती हैं और यदि आप इसे देखते हैं तो आपके पास एक संपीड़न स्प्रिंग या एक टेंशन स्प्रिंग है वास्तविक व्यवहार में यह एक टॉर्शनल भार का अनुभव कर रहा है आप इसे शीयर के लिए डिज़ाइन करते हैं आपने डिज़ाइन में एक कोर्स किया है आपने विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए विभिन्न सामग्रियों का उपयोग किया है शाफ्ट केवल मृदु स्टील से बने होते हैं और जब आपके पास स्प्रिंग होता है तो यह हमेशा उच्च स्ट्रेंथ वाले स्टील से बना होता है इसलिए यहां ध्यान देना होगा कि जब मेरे पास सापेक्षिक चालित पुर्जे हैं तो विक्षेपण या विरूपण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि आपको नज़दीकी टॉलरेंस के स्तर को बनाए रखने के लिए आमतौर पर स्टिफ्नस के आधार पर डिज़ाइन करना होगा और फिर से इस पर जोर दिया गया है कि डिज़ाइन के ये सभी दृष्टिकोण इस आधार के साथ किए जाते हैं कि सामग्री बिना किसी सामग्री दोष या त्रुटि के एक इलास्टिक कंटीनम है यह पूरी तरह से सुविधा के लिए है कोई और कारण नहीं है यदि उनके पास बेहतर गणितीय मॉडल और सरलीकृत दृष्टिकोण है तो यह भी शामिल किया होगा कि जब आपके पास कोई दोष होता है तो क्या होता है बिल्कुल सुविधा के आधार पर ही प्रारंभिक डिजाइन दृष्टिकोण माध्यम को एक इलास्टिक कंटीनम के रूप में विचार करने तक ही सीमित था और यह अच्छी तरह से काम किया आप इसके आधार पर कुछ प्रकार की इंजीनियरिंग कर सकते हैं लेकिन अब क्या स्थिति है आपको आधुनिक संरचनात्मक वातावरण को और भी अधिक जटिल रूप मे देखना होगा परिचालन तापमान आक्रामक वातावरण और भार के प्रकार आदि के पदो मे अब आप पाते हैं कि लोग अंतरिक्ष में जाते हैं और पृथ्वी पर वापस आते हैं तो उन्हें पृथ्वी के अवरोध से गुजरना पड़ता है जिससे बहुत उच्च तापमान विकसित होता है यह 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है आपने सपने मे भी ऐसी परिचालन स्थितियाँ नहीं सोची होंगी और अब आपके पास क्रायोजेनिक इंजन हैं तो आपके पास ऐसी जरूरते हैं जो पारंपरिक दृष्टिकोणों के शुरूआत में सोचे गए डिजाइन से काफी अलग है और इसके अलावा आप क्या करोगे और इसके अलावा आप क्या करोगे आपको अनुकूलन की भी आवश्यकता है और इस अनुकूलन आवश्यकता के परिणामस्वरूप संरचनाओं के वजन में कमी आई है जो बदले में प्रचालक स्ट्रेस के स्तर को बढ़ाता है इसलिए हम चाहते हैं कि हम उस सामग्री से जितना संभव हो उतना उपयोग निकाल सके जितना मैंने एक संरचना बनाने के लिए इनपुट लगाया है तो आप को एक समन्वय की जरूरत होगी हम अनुकूलित संरचनाएं चाहते हैं तो इसका मतलब है मुझे और विश्लेषण करना चाहिए जब मैं अधिक विश्लेषण करूंगा तो मै वास्तविकता के करीब पहचुगा और जाहिर है कि यदि आप सामग्री दोषों या अंतर्निहित दोषों की उपस्थिति को अनदेखा करते हैं तो यह निश्चित रूप से बड़ी विफलताओं को जन्म देगा वास्तव में यही हुआ है तो अंत में यदि आप लंबे समय के लिए इंजीनियरिंग संरचनाओं का एक सफल डिजाइन चाहते हैं तो कई चीजों की आवश्यकता होती है इसमें विफलताओं और डिग्रेडेशन मैकेनिज़्म के विभिन्न तरीकों की समझ की आवश्यकता होती है यह एक पारंपरिक डिज़ाइन में कभी नहीं समझा गया था केवल आधुनिक डिजाइन में आप यह भी देखते हैं कि डिग्रेडेशन मैकेनिज़्म हैं तो यह मौलिक रूप से डैमैज टॉलरेंस दृष्टिकोण में अंतर करता है तो आपको डिग्रेडेशन मैकेनिज़्म को समझना होगा कि वे क्या हैं सर्विस भार के कारण क्रैक ग्रोथ संक्षारण के कारण समस्याएं और सामग्री के ब्रिटल होने के कारण एक विशेष समस्या भी है महत्वपूर्ण कारणों में से एक हाइड्रोजन उत्सर्जन है और आप जानते हैं फ्यूल सेल्स में प्रमुख कमियों में से एक हाइड्रोजन एंट्रापमेंट के कारण संरचना ब्रिटल हो जाती है और आपके पास आज परमाणु शक्ति है और वहाँ विकिरण के कारण क्षति एक प्रमुख समस्या है तो ये सभी डिग्रेडेशन मैकेनिज़्म हैं जब तक आप डिग्रेडेशन मैकेनिज़्म को नहीं समझते हैं आप इन तंत्रों के खिलाफ पर्याप्त मार्जिन प्रदान नहीं कर पाएंगे इसलिए यदि आप जानते हैं तो आप इसे डिज़ाइन चरण में ही शामिल कर सकते हैं तो विचार यह है कि आधुनिक डिजाइन को डिग्रेडेशन मैकेनिज़्म के मुद्दे को पता करना होगा इससे पहले कि हम फ्रैक्चर यांत्रिकी को उठाएं आइए हम बड़ी विफलताओं को देखें लिस्ट ऑफ स्पेक्टेक्युलर फेल्योर उन्हें स्पेक्टेक्युलर असफलता क्यों कहा जाता है आप जानते हैं हम उन प्रमुख विफलताओं को देखने जा रहे हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग समुदाय को वापस जाकर मौजूदा डिजाइन प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करने के लिए सूचीबद्ध किया है वे बहुत महत्वपूर्ण विफलताएं थीं तो एक प्रसिद्ध विफलता बोस्टन मोलेसेस टैंक की विफलता थी यह 1919 में हुआ मैं आपको लगभग 70 वर्षों में 4 ऐसी विफलताओं की सूची दूंगा और बोस्टन मोलेसेस टैंक की विफलता में क्या महत्वपूर्ण था आप सभी जानते हैं जब आप ट्रेन में यात्रा करते हैं यदि आप गन्ना कारखाने को पार करते हैं तो आपको मोलेसेस की गंध आती है यह गंध सुंघने में सुखद नहीं होती है और कुछ विफलताएं विशेष हैं क्योंकि उनकी नाकामी के कारण लोग उन्हें वर्षों तक याद करते हैं मोलेसेस टैंक की विफलता के साथ समस्या यह थी कि बोस्टन के कुछ हिस्सों में विशेष गंध फैल गई थी जो आपदा के बाद कई दशकों तक बनी रही इसलिए लोग नहीं भुला सकते भले ही वे यह भूल जाएं कि ऐसा कुछ हुआ है गंध उन्हें याद दिलाएगी तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और आपको जांच करनी होगी कि क्या हुआ था यह कैसे हुआ ऐसा क्यों हुआ था तो यह वही है जिसने इंजीनियरिंग समुदाय को नए डिजाइन दृष्टिकोणों से सोचने और विकसित करने में मदद किया है एक और प्रसिद्ध विफलता लिबर्टी जहाज की विफलता थी यह 1942 से 1946 के बीच है विश्व युद्ध 2 की मजबूरी में जहाज़ों के तेजी से उत्पादन के लिए सभी वेल्डेड डिज़ाइन पर दबाव डाला गया इससे पहले लोगों के पास रिविटेड डिजाइन से बने जहाज थे और जहाज बनाने में काफी समय लगता है जब वे वेल्डेड डिज़ाइन पर चले गए तो वे जहाज जल्दी से बना सकते थे उन्होंने इसके लिए भारी कीमत भी अदा की हुआ ये था कि जहाज विफल हो गए फ्रैक्चर पर कोई नियंत्रण नहीं था हम इन आपदाओं में से प्रत्येक को एक के बाद एक विस्तार में देखेंगे अभी हमारे पास केवल एक सारांश है बाद में हम इनमें से कुछ विफलताओं को विस्तार से भी देखेंगे एक और आपदा जिसे हम देखेंगे वह है धूमकेतु आपदा यह 1954 में हुआ था धूमकेतु का महत्व ये है कि यह पहला वाणिज्यिक जेटलाइनर था जो सर्विस में लगाया गया था तब तक वे सभी केवल प्रोपेलर विमान थे क्योंकि यह एक जेटलाइनर है लिटमस टेस्ट में कई नए डिजाइन लगाए गए और हम देखेंगे कि क्या समस्या थी और इसे कैसे पता लगाया और हल किया गया था और हाल ही में 1988 में आपके पास अलोहा एयरलाइंस बोइंग के ढाचे की विफलता थी इसने संरचनाओं की त्वरित बढ़ती उम्र को सामने ला दिया जो की जंग करोशन के कारण थी लोगों ने जंग की अपने डिजाइन में पूरी तरह से अनदेखी की थी इसलिए हम एक के बाद एक विफलता पाएंगे हम देखेंगे कि बोस्टन मोलेसेस की विफलता में क्या हुआ था डिस्कशन ऑन बोस्टन मोलैसेस फेल्योर तो जो हुआ वह बिना किसी चेतावनी के हुआ था यही प्रमुख पहलू है आपने एक टेंशन टेस्ट देखा था आप एक मृदु स्टील के नमूने या एक डक्टाइल नमूने लेते हैं और इसे खींचते हैं आपने हमेशा देखा है आपके पास एक कुशनिंग है यह विफल होने से पहले व्यापक प्लास्टिक विरूपण के माध्यम से जाता है तो आप स्वाभाविक रूप से निष्कर्ष निकालते हैं कि जब हम एक डक्टाइल सामग्री से एक संरचना बनाते हैं तो यह विफल होने से पहले आपको किसी तरह की चेतावनी देगा मोलेसेस आपदा के मामले में क्या हुआ चेतावनी के बिना जनवरी 1919 में बोस्टन में मोलेसेस फैल गया और एक भयावह बाढ़ ने शहर के एक विशाल क्षेत्र को तबाह कर दिया आप जानते हैं आप कल्पना कर सकते हैं सुनामी आती है और आपके देश को समुद्री जल निगल जाती है अब हम ऐसी आपदाओं को सुनते हैं औरऐसे ज्वालामुखी भी आए हैं जो शहरों को पूरी तरह से डुबा देते हैं वे सभी आपदाएँ हुई हैं पर कोई नहीं है जो आपको बताए कि क्या हुआ था लेकिन बोस्टन में मोलेसेस विफलता बहुत असामान्य है आप शहर को प्रभावित करने वाले मोलेसेस की बाढ़ देखते हैं आपके पास 23 मिलियन गैलन का बोस्टन में मोलेसेस टैंक था जो विफलता के समय केवल 3 साल का था यह दयनिय है आप जानते हैं आम तौर पर जब आप एक संरचना डिजाइन करते हैं तो आप चाहते हैं कि यह 50 से 60 साल तक चले और आप केवल 3 वर्षों में होने वाली विफलता की उम्मीद नहीं करते हैं और टैंक बहुत विशाल था यह 50 फीट लंबा और 90 फीट व्यास का था बस आपको इसका विस्तार बताने और अनुमान देने के लिए कि किस तरह की तबाही हुई है यह आंकड़ा बोस्टन पुस्तकालय के सौजन्य से उपलब्ध है और देखो कि विफलता कैसे हुई टैंक एक गर्जनशील क्रैक के साथ टूट गया और अनुमानित 14000 टन मोलेसेस ने तबाही मचाई और मोलेसेस ने 40 से 56 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ यात्रा की इसे साफ करना आसान नहीं था जगह को साफ करने में छह महीने लग गए इतना ही नहीं सफाई के बाद अगर कोई गंध नहीं होता तो लोग बोस्टन मोलेसेस आपदा को भूल गए होते पछतावा था कि गंध दशकों तक आ रही थी वास्तव में मोलेसेस जमीन पर 30 साल तक फुटपाथों के दरारों और जमीन से निकालना जारी रहा तो भले ही आप भूलना चाहते हैं आप इसे नहीं भूल सकते गंध दशकों तक बनी रही बोस्टन का एक विशिष्ट वातावरण और यह एक और तस्वीर दिखाता है कि तबाही कैसी थी और यह फिर से सौजन्य बोस्टन सार्वजनिक पुस्तकालय को जाता है आइए देखें कि क्या हुआ पहली बात यह है कि टैंक 15 मिलीमीटर मोटी स्टील प्लेटों से बना था बहुत मोटी आपको पता है 15 मिलीमीटर मोटी यह बहुत बड़ी है तो आपको वास्तव में एहसास होना चाहिए मैंने बहुत मोटी प्लेट से बनाया है मुझे चिंता क्यों करनी चाहिए और फिर क्या हुआ विस्फोट से पहले टैंक के मालिक ने इसे भूरा रंग दिया यहां तक कि इस पर ध्यान दिया गया जब आप विफलता विश्लेषण को देखते हैं तो लोग यह पता लगाना चाहते हैं कि किस तरह की गलतियां हो सकती हैं मोलेसेस का रंग क्या है मोलेसेस भूरा होता है यह जाने बिना टैंक के मालिक ने इसे भूरा रंग दिया नतीजा यह है कि अगर कोई रिसाव होता है तो भी पहचान करना बहुत मुश्किल होगा टैंक में रिसाव होता है और टैंक बहुत विशाल है आप इसे देख नहीं सकते जब तक कि आपके पास कोई विपरीत रंग न हो और वास्तव में एक आधुनिक डिजाइन में रिसाव टूटने से पहले जाना जाता है सभी परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठानों में यह अनिवार्य है हीट एक्सचेंजर ट्यूबों को L B B मानदंड से गुजरना पड़ता है इसीलिए मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि बोस्टन में मोलेसेस की विफलता के मामले में टैंक लीक हो रहा था या नहीं इस पर एक नज़र रखने की कोई गुंजाइश नहीं थी यह एक संकेत है कि कुछ सुदृढ़ करने या मोलेसेस को हटाने की आवश्यकता थी ताकि आप बने हुए दबाव को नीचे लाएं और इसी तरह और यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है देखें यदि आप अपने इंडेन कुकिंग गैस को देखते हैं तो यह वास्तव में गंधहीन है लोगों ने उस गंध को जोड़ा है ताकि अगर कोई रिसाव हो तो आप इसे गंध से पहचान लेंगे और सुधारात्मक उपाय करेंगे या तो आप जाते हैं और खिड़कियां खोलते हैं या प्रकाश चालू नहीं करते हैं यदि आप सतर्क हैं तो कुछ सुधारात्मक तंत्र संभव है तो सभी परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठानों में LBB मानदंड बहुत महत्वपूर्ण है और क्या हुआ विफलता जांचकर्ताओं को पता चला कि संभावित कारण अचानक तापमान परिवर्तन था क्योंकि पिछले दिन का तापमान माइनस 17 डिग्री सेंटीग्रेड था और घटना के दिन यह 45 डिग्री सेंटीग्रेड था तो यह थर्मल शॉक है थर्मल शॉक तेजी से बढ़ा और उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला पारंपरिक डिजाइन में देखा जो कुछ भी वे नहीं समझे उन्होंने इसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी के रूप में रख दिया तो यह 1920 में हुआ इसलिए उन दिनों में लोगों ने अंत में निष्कर्ष निकाला की डिजाइन मोलेसेस के प्रसार से बने दबाव को झेलने के लिए अपर्याप्त पाया गया और उपयोग किए गए फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कम माना गया और यह बहुत छोटा निष्कर्ष है क्योंकि वे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लाने वाले थे इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला यह विफल रहा तो कुछ गलत हो गया है फैक्टर ऑफ सेफ्टी को बढ़ाएं यह समस्या को हल करने वाला नहीं है क्योंकि आप वास्तव में समस्या के मूल कारण को नहीं देख रहे हैं यह आपके डिजाइन दृष्टिकोण में केवल एक कॉस्मेटिक्स परिवर्तन है डिस्कशन ऑन लिबर्टी शिप फेल्योर और लोगों का लिबर्टी शिप्स को लेकर काफी बुरा अनुभव रहा विश्व युद्ध 2 के दौरान 5000 से अधिक लिबर्टी जहाजों और T 2 टैंकरों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया गया था देखिए यह बहुत महत्वपूर्ण है यह जहाज निर्माण के इतिहास में दिखाई देता है आप इतनी बड़ी संख्या में जहाजों का उत्पादन करने के लिए एक ही डिजाइन का उपयोग कहीं नहीं पाते है यदि जहाज सफल होते तो कोई भी चिंतित नहीं होती लेकिन आप पाते हैं विफलताएं बहुत बड़ी थीं आप जानते हैं आपको शर्मींदगी होगी क्योंकि आप जानते हैं पूरा वैज्ञानिक समुदाय दिशाहीन था ऐसी विफलताएं क्यों हुई हैं और आप विफलताओं को देखते हैं 5000 जहाजों में से हजार को महत्वपूर्ण विफलताओं का सामना करना पड़ा और वास्तव में उनमें से कुछ दो भाग में टूट गए दो भाग में एक जहाज को टूटने की कल्पना करें यह डक्टाइल सामग्री से बना है और यह अचानक दो भागो में टूट गया देखिए ये सबसे खतरनाक हिस्सा है इसलिए 1942 और 46 के बीच हजारों को भुगतना पड़ा और कम तापमान के कारण वे उसे उस समय पहचान करने में सक्षम थे और 1942 से 52 के बीच उन्होंने कुछ तरीकों में सुधार किया था और 200 को इस समय में गंभीर फ्रैक्चर का सामना करना पड़ा था तो निश्चित रूप से आपको यह देखना होगा और पता लगाना होगा कि क्या हुआ है और अवलोकन था कि वेल्डेड जहाजों की विफलता दर उत्तरी अटलांटिक में सांख्यिकीय रूप से खगोलीय थी जबकि शाब्दिक रूप से दक्षिण प्रशांत के गर्म पानी में यह उपस्थित भी नहीं था तो वे समझ गए हाँ कम तापमान के साथ कुछ करना है कम तापमान एक कारण है और आपके पास वेल्डेड जहाज भी हैं क्योंकि पहले जहाज रीवेटेड जोड़ों से बने होते थे और जब वे रीवेटेड जोड़ों से वेल्डिंग के इस्तेमाल की ओर बढ़े तो पहली बात जो देखी गई वो थी वजन में कमी बहुत जल्द जहाज का निर्माण मुझे बताया गया था कि एक सप्ताह के भीतर वे एक जहाज का निर्माण कर सकते हैं तो इस तरह से उन्होंने यह हासिल किया क्योंकि युद्ध के लिए कम समय में अधिक से अधिक बेड़े की आवश्यकता होती है लेकिन परिणाम यह था कि आप कई विफलताएं पाते हैं जिन्हें देखने की जरूरत है और कारण का पता लगाने की आवश्यकता है और यह भी उल्लेख किया गया है कि कोई भी नहीं जानता कि उत्तरी अटलांटिक में कितने जहाज गायब हो गए इंजीनियरिंग समुदाय के पास यह जानकारी नहीं थी कि कम तापमान से स्टील का ब्रिटल फ्रैक्चर हो सकता है वास्तव में नौसेना ने एक समिति एक बोर्ड का गठन किया जो विस्तृत अध्ययन करे और यह पता लगाए कि वास्तव में ऐसी विफलताओं का कारण क्या है और सिफारिशों के साथ सामने आए वास्तव में मैंने वह रिपोर्ट देखी है प्रोजेक्ट लिबर्टी जहाज कार्यक्रम का धन्यवाद और मैं उस प्रस्तावना को पढ़ूंगा जिससे अधिक खुलासा होगा मैं बस वहीं से पढ़ूंगा देखें प्रस्तावना इस तरह से शुरू होती हैपहले युद्ध में वेल्डेड व्यापारी जहाजों ने फ्रैक्चर के रूप में कठिनाइयों का अनुभव किया जिन्हें समझाया नहीं जा सकता था फ्रैक्चर ने कई मामलों में खुद को अचानक विस्फोटक के साथ प्रकट किया और ब्रिटलनेस की गुणवत्ता को दिखाया जो आमतौर पर जहाज के स्टील का सामान्य रूप से डक्टाइल सामग्री के जैसा व्यवहार नहीं था इसलिए उन्होंने एक समिति बनाई और समिति को एक आदेश दिया गया की उन्हें क्या करना चाहिए और यह भी बहुत महत्वपूर्ण है देखकर बहुत अच्छा लगा कि लोगों ने इसे कैसे देखा है विफल होने पर दो तरीके हैं आप सिर्फ वैज्ञानिकों की निंदा करते हैं की वे किसी काम के नहीं और जो भी धन हम उन्हें देते है वह बेकार हो जाता है और उनकी निंदा करते है यह एक दृष्टिकोण है जिसे हम आमतौर पर भारत मे पाते हैं क्योंकि आप जानते हैं जब आपके पास GSLV विफल होती है तो लोग केवल पहले हंसते हैं वे देखते नहीं हैंकि क्या वास्तविक समस्याएं हैं जब आप आधुनिक तकनीक से निपट रहे हैं इसलिए लोगों को सहानुभूति रखनी होगी और आंकड़ो का विश्लेषण करने और समस्या से बाहर आने का उचित तरीका प्रदान करना होगा और कल्पना कीजिए 5000 जहाजों में से 1000 जहाज टूट जाते हैं उनमें काफी गंभीर फ्रैक्चर थे और उनमें से कुछ दो भाग में टूट गए वास्तव में इंजीनियरिंग समुदाय पर एक धब्बा है जिसने इसे डिजाइन किया था लेकिन आपको जो सराहना करनी होगी वह यह है कि फ्रैक्चर का व्यवस्थित रूप से विश्लेषण किया गया था हमने उन ग्राफो में से कुछ को देखा और उपयोगी आंकड़ा एकत्र किया वास्तव में यह नौसेना अनुसंधान बोर्ड है जिसने शुरू में फ्रैक्चर यांत्रिकी अनुसंधान को पैसा दिया था तो आप पाते हैं कि इस तरह के अध्ययन से फ्रैक्चर यांत्रिकी आगे बढ़ा और बोर्ड को जांच के लिए इस तरह का आदेश दिया गया था मैं वह भी पढ़ूंगा बोर्ड के सचिवों के निर्देश पढ़े गए भाग में निम्नानुसार हैं मामले की पूरी जाँच करें इसके बाद अपनी जाँच के निष्कर्ष के आधार पर तथ्यों को स्थापित करेंगे और मैं कहूँगा कि यह वास्तव में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जब आप विफलताओं का सामना करते हैं तो जांच करें पता करें कि क्या कारण है ताकि आप इसे फिर से न दोहराए बजाय इसके कि विफलताओं का उपहास बनाए क्योंकि विफलता हमेशा नए विचारों के आविष्कार करने के लिए एक विधि रही है असफलताओं के बिना कुछ भी नहीं हुआ है यदि आप वास्तव में पुल के डिज़ाइन को देखते हैं तो लोगों ने एक सस्पेन्शन पुल का निर्माण किया था कुछ महीनों के ऑपरेशन के बाद यह भयानक रूप से हिल गया और पूरा पुल ढह गया तब लोगों को एहसास हुआ कि रेजोनेंस बहुत महत्वपूर्ण है तो कुंजी ये है कि जब आप विफलताओं का सामना करते हैं तो इसे व्यवस्थित रूप से विश्लेषण करें और इसका एक बहुत अच्छा वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया था और वचन इस तरह से पढ़ा जाता हैअगर आंकड़ा दोषों की मौदूदगी बताता है तो उनके डिज़ाइन में या ऐसे व्यापारिक जहाज़ों के निर्माण में पालन किए जा रहे तरीकों में जो बोर्ड की राय में वहां ये समुद्र के गुणों से प्रभावित होते हैं बोर्ड अपनी सिफ़ारिशें भी प्रस्तुत करेगा जैसे कि ऐसे दोषों को ठीक करने के लिए जो उपाय किए जाने चाहिए तो यह बहुत स्पष्ट है आप जानते हैं कि लोगों ने महसूस किया कि डिज़ाइन एक पहलू है निर्माण एक और पहलू है और निर्माण प्रक्रिया को कितनी अच्छी तरह लागू किया जाता है क्योंकि जब आप वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो आप जानते हैं कि वेल्डिंग एक बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया है आप बहुत पहले के बारे में बात कर रहे हैं उन दिनों लोगों ने वेल्डेड दोषों को पूरी तरह से नहीं समझा था बोर्ड अपने दृष्टिकोण में बहुत वैज्ञानिक था खुले दिमाग का और सावधानी से आकड़े एकत्र किए और खूबसूरती से इनको चिह्नित किया और अगर आप देखें तो पूरा विश्लेषण तब शुरू हुआ जब आपके पास यह T 2 टैंकर शेंक्टाडी गर्म पानी में ठंडे पानी में मुझे गर्म पानी नहीं कहना चाहिए स्वान द्वीप के ठंडे पानी में यह दो भागों में बट गया और यह है टैंकर यह जहाज दो भागो में टूट गया आप यहां फ्रैक्चर देखे यह आंकड़ा प्रोजेक्ट लिबर्टी जहाज का है और आपके पास तापमान लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड था तब समस्या को गंभीरता से लिया गया और यह जहाज के डेक के माध्यम से फ्रैक्चर को दिखाता है आप देख सकते हैं कि पूरे जहाज के छत में कैसे फ्रैक्चर हुआ यह बहुत गंभीर मामला है तो आप पाते हैं ये आपदाएं इस आंकड़े पर ध्यान केंद्रित करती हैं कि सामान्य रूप से डक्टाइल हल्के स्टील कुछ शर्तों के तहत ब्रिटल हो सकते हैं इसलिए यदि आप अब धातुविदों के पास गए तो वे अब समझ गए की डक्टाइल से ब्रिटल ट्रांजिशन नामक कुछ होता है हम इस पर एक नजर डालेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है कि सामग्री हमेशा डक्टाइल होती है कुछ तापमानों से ऊपर यह एक डक्टाइल कि तरह व्यवहार कर सकता है कुछ तापमान से नीचे यह ब्रिटल हो सकता है इस तरह की समझ बनी डक्टाइल टू ब्रिटल ट्रांजिशन टेंपरेचर एंड इट्स रेलेवंस और यह वही है जो आप डक्टाइल से ब्रिटल ट्रांजिशन में देखते हैं और यह बताया गया कि फ्रैक्चर टफनेस जिसे आप इस पाठ्यक्रम में सीखेंगे फेरिटिक स्टील्स के लिए एक छोटे तापमान रेंज मे भिन्न है कम तापमान पर स्टील ब्रिटल होता है और विपाटन के कारण विफल हो जाता है उच्च तापमान पर यह डक्टाइल है और माइक्रोवॉयड सहसंयोजन या प्लास्टिक विघटन से विफल होता है इस प्रकार से आप इसका एक साफ स्केच बना सकते हैं तो आप तापमान बनाम फ्रैक्चर टफनेस को आलेखित करते हैं और ग्राफ ऐसा होता है तो इस क्षेत्र में सामग्री 100 प्रतिशत डक्टाइल है इस तापमान के नीचे जिसे NDT के रूप में लेबल किया गया है यह विस्तार निल डक्टिलिटी ट्रांजिशन तापमान है तो आप पाते हैं कि डक्टाइल से ब्रिटल एक ट्रांजिशन क्षेत्र है और लोगों ने क्या पाया है मैंने पहले ही उल्लेख किया था कि विशेष रूप से परमाणु ऊर्जा संयंत्रों मे डिग्रडेशन मैकेनिज्म हैं लोगों को समझना होगा परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को सुरक्षित रूप से कैसे संरक्षित किया जाए उन्होंने क्या पाया था जब संरचना विकिरण के संपर्क में होती है तो निल डक्टिलिटी तापमान में भारी बदलाव होता है और लोगों ने इसे समझा और रेडीऐशन शिफ्ट कहा है तो आप यहां क्या पाते हैं पूरा ग्राफ दाईं ओर चला जाता है तो इसे रेडीऐशन शिफ्ट कहा जाता है और आप पाते हैं कि निल डक्टिलिटी ट्रांजिशन तापमान बढ़ गया है तो इसका मतलब है कि कुछ समय में विकिरण के संपर्क में आने के कारण परमाणु ऊर्जा की संरचना खराब होने लगती है इस पहलू को डिजाइन के चरण में ही ध्यान में रखा जाना चाहिए जो महत्वपूर्ण है तो लिबर्टी जहाज की विफलता ने आपको बहुत महत्वपूर्ण चीजें दिखाई हैं जो कि डक्टाइल से ब्रिटल में बदलने की एक अवधारणा है यहाँ एक तापमान ट्रांजिशन तापमान है और एक संबंधित अवधारणा है रेडीऐशन कुछ हद तक इसमे एमब्रिटलमेंट उत्पन्न करता है वे क्या करते हैं वे रिएक्टर में परीक्षण नमूने रखते हैं और समय समय पर बाहर निकालते हैं और इसकी डक्टिलिटी का परीक्षण करते है यही कारण है कि आप रोबोट का उपयोग करते है क्योंकि ये सभी परमाणु है विकिरण के संपर्क में है वास्तव में रोबोट तकनीक तब विकसित हुई जब उन्होंने परमाणु स्थापना और उससे संबंधित कार्यों को संभालना शुरू किया इसलिए उन्हें मटेरियल पिरिऑडिकली बाहर निकालना पड़ता है टेस्ट के नमूनों को रिएक्टर के अंदर रखा जाता है उसे पिरिऑडिकली बाहर निकालते हैं और बिना किसी मानवीय व्यवधान के पूरा टेस्ट करते हैं यह रोबोटिक आर्म्स और उपकरणों से किया जाता है और आगे भी ऐसे ही किया जाता है और यह है की कैसे आपको उनमें से किसी इंस्टालेशन की निगरानी करनी होगी आप एक लिबर्टी जहाज की विफलता से ये पाते हैं कि एक डक्टाइल मटेरियल ब्रिटल हो सकती है तो यह महत्वपूर्ण सीख है जो आपने उससे प्राप्त की है और यह सब इस जहाज की विफलता से शुरू हुआ और यह यार्ड में डॉक किया गया था आप जानते हैं कि यह महत्वपूर्ण है ऐसा नहीं है कि यह विफलता गहरे समुद्र में हुई है गहरा समुद्र लोगों ने इसे बहुत भारी भार के रूप में निर्दिष्ट किया होगा जो उच्च तरंगों के कारण होता है और कुछ बम जहाज पर गिरा दिए गए हैं इस तरह के कुछ स्पष्टीकरण आप दे सकते हैं लेकिन आप यार्ड में रखे गए जहाज को टूटने की उम्मीद नहीं करते हैं तो यह सतर्क करता है की इस संरचनात्मक डिजाइन और पर्यावरण के साथ कुछ करना है और अगर आप वास्तव में देखते हैं तो आमतौर पर उच्च कोटि के स्टील जहाज 20 वीं शताब्दी की पहली हाफ के दौरान जिसका डक्टाइल से ब्रिटल फेल्युअर के लिए ट्रांजिशन केवल 10 डिग्री सेंटीग्रेड का था यह बहुत अधिक है क्योंकि परिचालन तापमान इससे बहुत नीचे है आपके पास पहले कभी इस तरह का तथ्य नहीं था यदि वे केवल रिवेटेड जहाजों के साथ फंस गए होते तो दरारें बन जातीं लेकिन वह दूसरे रिवेट के छेद में रुक जाता एक वेल्डेड जहाज में जो हुआ था उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं था तो क्रैक पूरे जहाज में हो गई और एक फ्रैक्चर हुआ वे सतर्क नहीं हुए होंगे तापमान में ट्रांजिशन एक प्रमुख कारण है और इन विफलताओं से जुड़ा आंकड़ा भी है और जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है NDT के नीचे आप पाते हैं कि जहाज कांच की तरह टूट गया इसका मतलब है चेतावनी के बिना अचानक जहाज दो भाग में टूट गया यह बहुत खतरनाक था आपके बाहर भागने का समय भी नहीं था वास्तव में ऐसी विफलताएं हुई हैं और इसका रिकॉर्ड और विश्लेषण किया गया है आपको क्या देखना होगा लोगों ने उन सभी विफलताओं का विश्लेषण किया है और ऐसे कई ग्राफ़ उपलब्ध हैं और आप पाते हैं पहले कुछ वर्षों के भीतर जो जहाज डिज़ाइन किए गए उनमे बहुत सारी विफलताएँ थीं यह कुछ असाधारण है और यह 42 से 52 की अवधि का है और आपके पास ग्राफ़ का एक और सेट भी है जो समुद्र में स्थिति दिखाता है मुझे लगता है कि आपको इसकी एक प्रति बनाने की आवश्यकता है क्योंकि यहां ध्यान केंद्रित किया गया है कि गहरी समुद्रों में लगभग 154 विफलताएं थीं मध्यम समुद्री स्थिति में यह लगभग 20 है जब समुद्र शांत होता है यह लगभग 23 है यह गंभीर रूप से देखने के लिए वैज्ञानिकों को सचेत करता है कि विफलता का कारण क्या बना है और यदि आप इसे पाते हैं तो इस तरह की स्थिति में तापमान गहरी समुद्र के तापमान से 8 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे है तो यह सब गंभीर रूप देखने मे आया कि क्या विफलता का कारण बना है तो आप उन आंकड़ो से पता लगाने में सक्षम हैं यहां तक कि शांत समुद्री परिस्थितियों में विफलता हो सकती है और ऐसा हुआ है और अंत में आप जानते हैं आपको यह महसूस करने की ज़रूरत नहीं है कि डिज़ाइन बहुत खराब था आपके पास अभी भी एक अच्छा लिबर्टी जहाज उपलब्ध है बनाए गए कई जहाजों में से दो अभी भी हैं और ऐसा प्रतीत होता है अब आप इसमें एक जॉली सवारी के लिए जा सकते हैं उन्हें ये उदासीन यादें याद है और जो दर्ज की गई हैं 1941 और 45 के बीच निर्मित 2751 जहाजों में से केवल दो ही बचे हैं और यह उन सभी सैनिकों के नाम पर है जिन्होंने इस युद्ध में लड़ाई लड़ी थी SS जौन W ब्राउन और एक अन्य जेरेमिया है और अभी आपके पास इन जहाजों पर विशेष क्रूज की व्यवस्था है और यदि आप वास्तव में आधुनिक विकास को देखते हैं तो आपने 20 वीं शताब्दी के मध्य में स्टील्स जहाज मे NDT देखा था जो की 10 डिग्री सेंटीग्रेड जैसा था अब इसे माइनस 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाया गया है यह इसका एक पहलू है इसका मतलब है जब कोई विफलता होती है तो सामग्री में सुधार करें तो लोगों ने सामग्री का अध्ययन किया है और वे इस निल डक्टिलिटी ट्रांजिशन तापमान को नीचे लाने में सक्षम हैं तो नए स्टील्स इसी प्रकार के हैं एक और सुधार यह है कि आप अपने डिजाइन मे क्रैक अरेस्टर उपयोग करते हैं और ये क्रैक अरेस्टर क्या करते हैं वे सरल क्रैक प्रसार को रोकते हैं तो यह तरीका है फ्रैक्चर को संभालने का आपको अपने डिज़ाइन को बेहतर बनाने के लिए कोई रास्ता निकालना होगा और निस्तारण भी करना होगा जब कोई क्रैक होती है तो आप इसे आसानी से बढ़ने की अनुमति नहीं देते हैं इसलिए इस वर्ग में जो हमने देखा है हमने फटिग टेस्ट को देखना शुरू किया था और हमारा ध्यान केंद्रित था केवल असफल होने के लिए चक्र की संख्या का पता लगाते हैं जब आप परीक्षण करते हैं तो क्रैक कैसे फैलती है इसका कोई ध्यान नहीं रखते हैं फिर हमने देखा सभी विशिष्ट विफलताएं क्या हैं चार में से हम दो को देख पाए हैं एक बोस्टन मोलेसिस विफलता है और एक लिबर्टी जहाज विफलता है और मैंने क्या बताया था लोग असफलताओं को कम नही कर पाए उन्होंने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और विफलताओं का व्यवस्थित रूप से विश्लेषण किया गया ताकि भविष्य के डिजाइन में सुधार के लिए प्रासंगिक आंकड़ा को बाहर निकाला जा सके